मॉड्यूल 3 यूनिट 13 में आपका स्वागत है एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन हमने पिछली इकाई में प्रॉब्लम बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को समझा था इस इकाई में हम निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को समझेंगे सभी सीखना अनिवार्य रूप से अनुभव से सीखना है इस प्रकार सभी निर्देश अनुभवात्मक होने चाहिए शिक्षार्थी एक प्रतिभागी होने के नाते और इसलिए इसका अनुभव कर रहा है तो एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन क्या है यदि सभी निर्देश अनुभवात्मक होने चाहिए तो हम एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं इस उपागम के आधार के रूप में अनुभव की किन विशेषताओं का प्रयोग किया गया है कुछ विशेषताएं हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उन्हें विस्तृत करेंगे मूल रूप से एक्सपीरियंशियल अप्रोच कहता है कि यह शिक्षार्थी केंद्रित है शिक्षार्थी अपने अनुभव के सक्रिय वार्ताकार के रूप में मूल सिद्धांत में अनुभव काफी खुला हो सकता है शिक्षार्थी द्वारा किस प्रकार के अनुभवों को चुना जाता है इसमें काफी अक्षांश है अपने अनुभव के सक्रिय वार्ताकार के रूप में शिक्षार्थी प्रामाणिक सीखने का अनुभव आत्म निर्देशन निर्णय विकल्प और प्रतिक्रिया कुछ प्रमुख विशिष्ट विशेषताएं हैं जिन्हें आमतौर पर निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन कहा जाता है अन्यथा सामान्य अर्थों में यदि हम अनुभव लेते हैं तो सभी निर्देश अनुभवात्मक हैं लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जिनका उपयोग निर्देश के अन्य रूपों से एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को अलग करने के लिए किया जाता है शिक्षार्थी यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न केवल वह अनुभव पर बातचीत करता है बल्कि वह स्व निर्देशित तरीके से सीखता है कई निर्णय विकल्प हैं और अनुभव पर इन निर्णयों के परिणाम प्रतिक्रिया से बचे रहते हैं ये कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जिन्हें एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत की जड़ें जॉन डेवी में खोजी जा सकती हैं जो पिछली शताब्दी के शुरुआती भाग में हैं लेकिन मुख्य जोर कोल्ब के प्रभावशाली कार्य के कारण था जिन्होंने अनुभवात्मक दृष्टिकोणों के संबंध में उस समय तक उपलब्ध सभी शोधों को संश्लेषित किया था उन्होंने उस समय तक उपलब्ध सिद्धांतों के सभी दार्शनिक निहितार्थों को दूर किया फिर वह अपने स्वयं के ढांचे के साथ सामने आए जिसे उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा अनुभव सीखने और विकास के स्रोत के रूप में उन्होंने एक 4 चरण चक्रीय मॉडल का प्रस्ताव रखा यह एक ठोस अनुभव से शुरू होता है एक ठोस अनुभव जिससे शिक्षार्थी गुजरता है ठोस अनुभव से गुजरने के बाद शिक्षार्थी उस अनुभव को प्रतिबिंबित करता है चिंतनशील अवलोकन फिर उसके आधार पर शिक्षार्थी अवधारणा को तैयार करने का प्रयास करता है अमूर्त अवधारणा इस अमूर्त अवधारणा के आधार पर शिक्षार्थी आगे प्रयोग करता है सक्रिय प्रयोग यह एक और ठोस अनुभव की ओर ले जाता है फिर से चिंतनशील अवलोकन अवधारणा आगे प्रयोग तो एक चक्रीय तरीके से शिक्षार्थी सीखने के इन 4 चरणों से गुजरता है और यही कोल्ब के अनुभवात्मक सीखने के मॉडल का सार है लेकिन यह मॉडल काफी अमूर्त स्तर पर है जब लोग इस मॉडल को एक विशिष्ट कार्यक्रम में लागू करने का प्रयास करते हैं तो कुछ कठिनाइयां प्रतीत होती हैं और इन कठिनाइयों ने कोल्ब के मॉडल की कुछ आलोचना भी की है सामान्य तौर पर एक्सपीरियंशियल अप्रोच की भी आलोचना की गई है प्रमुख बिंदुओं में से एक यह है कि उस अनुभव पर अनुभव और प्रतिबिंब को बड़े करीने से विभाजित नहीं किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि एक निश्चित समय तक यह केवल अनुभव है और तब से यह प्रतिबिंब है अक्सर अनुभव और प्रतिबिंब सह अस्तित्व में होते हैं इसलिए उन्हें वास्तव में सीखने के चक्र में दो अलग अलग चरणों के रूप में नहीं माना जा सकता है यह आलोचना का एक बिंदु रहा है अनुभव पर चिंतन जरूरी नहीं कि हमेशा होता रहे और हर शिक्षार्थी के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है एक शिक्षार्थी के पास एक अनुभव हो सकता है लेकिन शिक्षार्थी को उस अनुभव पर चिंतन करने की कोई आवश्यकता या प्रेरणा नहीं हो सकती है प्रत्येक शिक्षार्थी को भी उसी तरह चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है तो विचार यह है कि अनुभव को प्रतिबिंबित करने से जो सीख मिल सकती है वह अलग अलग लोगों के लिए काफी भिन्न हो सकती है इसके अलावा अनुभव को फिर से बताना राजनीतिक है हम जो कहानियां सुनाते हैं वे हमारे उद्देश्य के अनुसार बदलती हैं ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग बाद के समय में अनुभव का अपना संस्करण बना लेता है जब शिक्षार्थी अनुभव को याद करने और उस पर चिंतन करने की कोशिश कर रहा होता है तो यह हमेशा एक वैध प्रतिबिंब नहीं हो सकता है और इससे प्राप्त होने वाली शिक्षा वास्तव में प्रामाणिक नहीं हो सकती है बेशक लोगों ने इसका समाधान भी प्रस्तावित किया है कि सीखने की प्रक्रिया शिक्षार्थियों के एक समुदाय के भीतर होनी चाहिए यह इस विचार पर आधारित है कि जब अनुभव साझा किए जाते हैं और जब सीखना सामुदायिक मोड में होता है तो शायद सीखना अधिक प्रामाणिक होगा यह अनुभवात्मक अधिगम की सामाजिक रचनात्मक व्याख्या पर आधारित है उस ज्ञान का निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है लेकिन यह एक समुदाय में भी निर्मित होता है सामाजिक रचनावादी व्याख्या यह मानती है कि जब शिक्षार्थियों के एक समुदाय के भीतर अधिगम होता है तो अनुभवों को एक प्रामाणिक तरीके से याद किए जाने की अधिक संभावना होती है और अधिगम के गहन होने की संभावना अधिक होती है इन सभी आलोचनाओं के बावजूद एक उचित एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन के साथ आना संभव है और इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है लोगों ने समय समय पर विभिन्न स्थितियों में विभिन्न संदर्भों में एक्सपीरियंशियल अप्रोच का प्रयास किया है इसे औपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों औपचारिक चिकित्सा कार्यक्रमों अनौपचारिक कार्यक्रमों सामुदायिक शिक्षा केंद्रों और कई अन्य संदर्भों में भी आजमाया गया है एक्सपीरियंशियल अप्रोच और प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच जिसकी हमने पिछली दो इकाइयों में चर्चा की थी इंजीनियरिंग शिक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारंपरिक शिक्षण विधियों में व्यापक रूप से एकीकृत किया जा रहा है पिछली इकाई में भी हमने देखा था कि आधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा वास्तव में बड़ी संख्या में चुनौतियों का सामना कर रही है एनबीए द्वारा तैयार किए गए कई पीओ को पारंपरिक शिक्षण विधियों पारंपरिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके शिक्षार्थियों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल वास्तव में प्रदान नहीं किए जा सकते हैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं ये तीनों एक्सपीरियंशियल अप्रोच प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच और प्रॉब्लम बेसड अप्रोच हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं बेशक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच लागू होने पर वास्तव में क्या काम करता है इसके अनुभवजन्य साक्ष्य की सापेक्ष कमी है हमारे पास इस बात का काफी महत्वपूर्ण प्रमाण है कि ऐसा दृष्टिकोण काफी प्रभावी है फिर भी विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में वास्तव में क्या काम करता है इस पर मजबूत अनुभवजन्य डेटा देने वाले नियंत्रित प्रयोग अभी तक उपलब्ध नहीं हैं अभी भी ऐसे संस्थान हैं जो निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच की कोशिश कर रहे हैं फिर से प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन की तरह एक्सपीरियंशियल अप्रोच शब्द का भी कई अलग अलग अर्थों में उपयोग किया जा रहा है जब आप कुछ केस स्टडीज को निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच के रूप में रिपोर्ट करते देखते हैं तो वे लगभग प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच की तरह दिखते हैं इसलिए इस शब्द का प्रयोग कुछ हद तक थोड़े अस्पष्ट अर्थ में या थोड़े विस्तारित अर्थ में साहित्य में रिपोर्ट किए गए मामलों की काफी अच्छी संख्या में किया जा रहा है वास्तव में प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच प्रॉब्लम बेसड अप्रोच और एक्सपीरियंशियल अप्रोच इन सभी का उपयोग कमोबेश विनिमेय तरीके से किया जा रहा है हालांकि वे कई विशेषताएं साझा करते हैं लेकिन वे अलग दृष्टिकोण हैं उस समय तक उपलब्ध सिद्धांत के आधार पर और उस समय तक उपलब्ध अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर उस समय तक साहित्य में रिपोर्ट किए गए केस स्टडीज के आधार पर लिंडसे और बर्जर निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच की संरचना के लिए तीन निर्देशात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और उनके अनुसार ये सिद्धांत साहित्य में उठाए गए अधिकांश चिंताओं को दूर कर सकते हैं यह इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज़ एंड मॉडल्स वॉल्यूम III Instructional Theories and Models Volume III में उपलब्ध है जिसे रीगेलुथ और कैर चेलमैन Reigeluth and Carr Chellman द्वारा संपादित किया गया है यह प्रस्तुति उस मॉडल का बारीकी से अनुसरण करती है एक्सपीरियंशियल अप्रोच के तीन सार्वभौमिक सिद्धांत हैं अनुभव को तैयार करना अनुभव को सक्रिय करना अनुभव को प्रतिबिंबित करना प्रत्येक सिद्धांत के तहत उप सिद्धांत होते हैं और फिर विशिष्ट स्थितियों के आधार पर भिन्नताएं होती हैं सबसे पहले हम अनुभव की रूपरेखा तैयार करते हैं अनुभव तैयार करने से हमारा क्या तात्पर्य है अनुभवात्मक अधिगम के पारंपरिक सिद्धांत में शिक्षार्थी द्वारा बातचीत किया गया अनुभव काफी अस्पष्ट था अनुभव के चुनाव में शिक्षार्थी के पास अपेक्षाकृत महान अक्षांश था लेकिन एक औपचारिक कार्यक्रम में जो बहुत कुशल नहीं हो सका अनुभव को तैयार करने का अर्थ है अनुभव के लिए यथोचित रूप से खस्ता सीमाएँ स्थापित करना और अनुभव के संदर्भ को परिभाषित करना अनुभव बहुत खुला और अस्पष्ट होने के बजाय ढांचायुक्त है अनुभव के चारों ओर एक ढांचा रखें और प्रक्रिया को कुशल बनाने के लिए यह आवश्यक है शिक्षार्थी के ध्यान का कुशल उपयोग करने के लिए अनुभव का यह निर्धारण आवश्यक है औपचारिक कार्यक्रम में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि औपचारिक कार्यक्रम में हमारे पास पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण निर्देश कार्यक्रम होता है समय के अनुसार अनुसूची के अनुसार पाठ्यक्रमों की संख्या ये सभी एक निष्पक्ष उचित रूप से कठोर प्रकार की अनुसूची का पालन करते हैं इसलिए हम अनुभव में बहुत अधिक खुलेपन की अनुमति नहीं दे सकते जब औपचारिक कार्यक्रम में एक्सपीरियंशियल अप्रोच का उपयोग किया जाता है तो हमें अनुभव को ढांचा देने की आवश्यकता होती है मूल अवधारणा ने ऐसी सीमाएं नहीं रखीं लेकिन जब हम इसे एक औपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में लागू करना चाहते हैं तो हमें कुछ सीमाएँ रखनी होंगी कि किस प्रकार के अनुभवों की अनुमति है अनुभव का निर्धारण अनुभव पर शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और वे इसमें कैसे संलग्न होते हैं क्योंकि प्रत्येक अनुभव को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है यह अनुभव तैयार करना बदले में बाद के प्रतिबिंब के दौरान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस प्रकार यह सीखने को भी प्रभावित करेगा फ़्रेमिंग शिक्षार्थी को पूर्व अनुभव के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वर्तमान संदर्भ के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं यह देखते हुए कि वर्तमान में एक अनुभव है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी गुजर रहा है पिछले अनुभव के कौन से तत्व सबसे अधिक प्रासंगिक हैं यदि वर्तमान अनुभव की कोई फ़्रेमिंग नहीं है तो शिक्षार्थी को पिछले अनुभव से उन तत्वों को याद करने में काफी कठिनाई हो सकती है जो वर्तमान अनुभव को प्रतिबिंबित करने में सबसे अधिक प्रासंगिक और सबसे सहायक हैं तो फ्रेमिंग काफी मददगार है इसमें फिर से तीन सार्वभौमिक उप पद्धतियां हैं निर्देशात्मक उद्देश्यों को संप्रेषित करना मूल्यांकन मानदंडों को संप्रेषित करना और सामाजिक संरचना और शिक्षार्थियों के अपेक्षित व्यवहार को स्थापित करना पहला निर्देशात्मक उद्देश्य है ध्यान दें कि यह निर्देशात्मक उद्देश्य है और सीखने के परिणामों या पाठ्यक्रम के परिणामों से कहीं अधिक है चूंकि अनुभवात्मक उपागम शिक्षार्थी को काफी स्वतंत्रता देता है इसलिए हमें शिक्षार्थियों को अनुभव के समग्र संदर्भ को संप्रेषित करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से हम पाठ्यक्रम के परिणामों को संप्रेषित करते हैं यह बहुत जरूरी है लेकिन इसके अलावा हम शिक्षार्थियों को उस अनुभव में शामिल होने का कारण और उद्देश्य भी बताते हैं अनुभव को इस तरह क्यों तैयार किया गया है उस अनुभव में शामिल होने का कारण क्या है प्रयोजन क्या है यह गतिविधियों के लिए संदर्भ प्रदान करता है अनुभव के दौरान शिक्षार्थी कई गतिविधियाँ करते हैं और यह संचार उन गतिविधियों के लिए संदर्भ प्रदान करता है क्योंकि एक ही गतिविधि अलग अलग अनुभव और अलग अलग सीखने के परिणामों को जन्म दे सकती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षार्थी उन अनुभवों को किस परिप्रेक्ष्य में देखता है एक साधारण उदाहरण के रूप में मान लें कि एक छात्र टीम स्थानीय समुदाय में खराब होने वाले कृषि उत्पादों के उत्पादकों के साथ बातचीत कर रही है शायद कुछ प्रकार के फल या कुछ अन्य चीजें जो खराब होने वाले उत्पाद कृषि उत्पाद हैं इस तरह का अनुभव प्रदान करने का उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन के लिए आवश्यकताओं को प्राप्त करना हो सकता है यदि ऐसा है तो शिक्षार्थियों का अनुभव को देखने का तरीका वे जिस तरह की गतिविधियाँ करते हैं जिस तरह की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वह सब अलग होगा दूसरी ओर यदि उद्देश्य उनकी उत्पादन गतिविधियों में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों जैसे कोल्ड स्टोरेज का कम लागत वाला संस्करण के उपयोग को समझना है तो पूरा अनुभव एक नया रंग प्राप्त करेगा इसलिए अनुभव में संलग्न होने के कारण और उद्देश्य को संप्रेषित करना आवश्यक है पारंपरिक मॉडल में इस पर जोर नहीं दिया गया था लेकिन एक औपचारिक कार्यक्रम में जब हम एक्सपीरियंशियल अप्रोच का परिचय देते हैं तो हमारे लिए इस प्रकार की अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना आवश्यक होता है ताकि सीखना विशेष रूप से केंद्रित तरीके से हो और अनुभव वास्तव में पाठ्यक्रम के परिणामों की प्राप्ति में योगदान देता है हम निर्देशात्मक उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं हमें मूल्यांकन मानदंड को भी संप्रेषित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी निर्देश मॉडल में मूल्यांकन वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है को सीखने के परिणामों के साथ जोड़ा जाना चाहिए लेकिन एक्सपीरियंशियल अप्रोच के मामले में मूल्यांकन के दायरे का विस्तार करना आवश्यक हो सकता है इस अर्थ में कि अनुभव से सीखने का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है न केवल अंतिम परिणाम शिक्षार्थियों को वास्तविक प्रतिक्रिया देने के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि न केवल प्रशिक्षक बल्कि अन्य संबंधित हितधारकों को भी मूल्यांकन के लिए आमंत्रित किया जाए और इसे छात्रों को पहले ही बता दें यह आकलन इस तरह होगा और यह अनुभव से सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है पिछले उदाहरण में यदि आप इसे देखते हैं एक बार जब छात्र समाधान का प्रस्ताव देते हैं तो वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं को समाधान पर उनकी टिप्पणियों के लिए आमंत्रित करना सार्थक हो सकता है शिक्षार्थियों को इसे पहले ही संप्रेषित करके हम शिक्षार्थियों को भी आकलन के लिए एक संदर्भ प्रदान कर रहे हैं वे जानते हैं कि समाधान का मूल्यांकन वास्तव में इच्छित अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाएगा जिस तरह से वे अनुभव को देखते हैं अनुभव से उन्हें जो सीख मिलती है वह सभी इससे प्रभावित होंगे और इस प्रकार हमें मूल्यांकन के दायरे का विस्तार करना होगा यह सीधे ग्रेड तक नहीं ले जा सकता है लेकिन इसका असर होना चाहिए फिर सामाजिक संरचना और शिक्षार्थियों के अपेक्षित व्यवहार को स्थापित करें हमें औपचारिक रूप से शिक्षक के साथ छात्र का संबंध स्थापित करना चाहिए क्योंकि शिक्षार्थी को काफी स्वतंत्रता दी जाती है यदि अनुभव में बाहरी दुनिया शामिल है तो वास्तव में छात्र और प्रशिक्षक के बीच संबंध और उसके साथियों और बाहरी दुनिया के साथ संबंध क्या होगा यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि छात्र वास्तव में बाहरी दुनिया में लोगों के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधान रहना होगा कि बातचीत अच्छी तरह से निर्देशित संरचित लाइनों के साथ हो इसलिए हमें उचित सामाजिक संरचना स्थापित करनी चाहिए ये संबंध प्रेरणा वास्तविक अनुभव और अनुभव से प्राप्त सीखने को प्रभावित करते हैं दूसरा सार्वभौमिक सिद्धांत अनुभव को सक्रिय करना है इस चरण में नए अनुभव के निर्माण के अलावा पूर्व अनुभव का उपयोग शामिल हो सकता है यह कमोबेश मेरिल सक्रियण सिद्धांत से मेल खाता है मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रामाणिक अनुभव होना चाहिए शिक्षार्थियों द्वारा निर्णय लेने की गुंजाइश होनी चाहिए और अनुभव में समस्या अभिविन्यास होना चाहिए और जटिलता के स्तर या अनुभव की कठिनाई का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए तो अनुभव की जटिलता एक और महत्वपूर्ण उप सिद्धांत है जैसे जैसे निर्देश का संदर्भ अधिक प्रामाणिक होता जाता है सीखने में सुधार होता है अनुभव में कार्य और संदर्भ उन कार्यों और संदर्भों के समान होना चाहिए जो शिक्षार्थियों को उनके पेशेवर जीवन में मिलेंगे यही अनुभव के प्रामाणिक होने का अर्थ है समान संज्ञानात्मक स्तर ज्ञान श्रेणियों की समान प्रकृति समान प्रकार की बाधाएं संदर्भ भी समान है और कार्य भी समान है लेकिन शायद कम जटिल है लेकिन आवश्यक प्रकृति काफी समान है यह सीखने को बहुत बेहतर बनाता है और यदि वास्तविक अनुभव के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं तो यदि आवश्यक हो तो सिमुलेशन का उपयोग करें उदाहरण के लिए यदि वास्तविक अनुभव में ऐसे वातावरण में काम करना शामिल है जो खतरनाक है तो जाहिर है कि हम नहीं चाहते कि छात्र उस वातावरण में काम करें तो हम सिमुलेशन मॉडल का उपयोग कर सकते हैं स्थिति अनुभव ऐसा होना चाहिए कि शिक्षार्थी निर्णय ले सकें विकल्प हैं और इन निर्णयों के परिणामों को छात्र द्वारा अनुभव किया जाना चाहिए निर्णयों की गुंजाइश होनी चाहिए और निर्णयों के प्रामाणिक परिणाम होने चाहिए उदाहरण के लिए यदि अनुभव एक सामुदायिक समस्या को हल करना है शायद जिस पर हमने पहले चर्चा की थी शिक्षार्थियों को उपयोग की जाने वाली सामग्री समाधान की विश्वसनीयता लागत के बारे में निर्णय लेना चाहिए जब वे इन निर्णयों के आधार पर समाधान का प्रयास करते हैं तो वह समाधान उनके द्वारा किए गए विकल्पों के आधार पर भिन्न होगा शिक्षार्थियों को इसका अनुभव करना चाहिए अर्थात शिक्षार्थियों को यह देखना चाहिए कि उनके निर्णयों का परिणाम होता है और उन्हें उस परिणाम का अनुभव करना चाहिए इन निर्णयों के प्रामाणिक परिणाम होने चाहिए और इन प्रामाणिक परिणामों पर प्रतिक्रिया से छात्रों को सीखने में मदद मिलेगी अनुभव यथासंभव समस्या उन्मुख होना चाहिए यह फिर से मेरिल के समस्या केंद्रित सिद्धांत से मेल खाता है अनुभवात्मक अधिगम में आम तौर पर एक मुख्य मुद्दा या एक मुख्य समस्या शामिल होती है जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और फिर एक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए अनुभव आमतौर पर एक विशिष्ट समस्या के आसपास तैयार और केंद्रित होता है अनुभव के दौरान की गई गतिविधियाँ और निर्णय और बाद में प्राप्त प्रतिबिंब और प्रतिक्रिया समस्या के संदर्भ में होती है और यह सीखने को बढ़ावा देती है हम जिस तरह की समस्याएं चुनते हैं जिस तरह की सेटिंग में समस्या उत्पन्न होती है वह अलग अलग हो सकती है लेकिन अनुभव में समस्या का उन्मुखीकरण होना चाहिए फिर अंतिम उप सिद्धांत यह है कि अनुभव वास्तव में चुनौतीपूर्ण होना चाहिए अनुभव जटिल या कठिन होना चाहिए ताकि यह छात्रों को चुनौती दे यदि यह बहुत आसान है तो छात्रों के लिए सीखना वास्तव में दिलचस्प होने की संभावना नहीं है दूसरी ओर यह इतना कठिन या जटिल नहीं होना चाहिए कि छात्र स्विच ऑफ हो जाएं वे नकारात्मक रूप से प्रेरित हो जाते हैं इसे हल करने की कोशिश में कोई फायदा नहीं है यह बहुत मुश्किल है इस तरह की जल्दी वापसी नहीं होनी चाहिए छात्रों को सही स्तर पर चुनौती दें हालांकि सही स्तर का चुनाव निर्णय का मुद्दा है प्रशिक्षक को यह निर्णय करना पड़ता है क्योंकि एक्सपीरियंशियल अप्रोच सीखने को महत्व देता है जो विफलताओं से भी हो सकता है यह एक्सपीरियंशियल अप्रोच की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता है जो हमें प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच या प्रॉब्लम बेसड अप्रोच में नहीं मिलेगी एक्सपीरियंशियल अप्रोच में सफल परिणाम देने वाले अनुभव मूल्यवान होते हैं अनुभव जो असफलताओं की ओर ले जाते हैं वे भी मूल्यवान हैं असफलताओं से छात्रों को जो सबक मिलता है वह भी मूल्यवान है छात्रों द्वारा लिए गए विशिष्ट निर्णय विफलताओं का कारण बन सकते हैं लेकिन एक सीख होती है और छात्र उन असफलताओं से भी सीखते हैं और प्रशिक्षक की रुचि उस सीखने में भी होती है यह निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होने के लिए छात्रों को पर्याप्त खुला होना चाहिए असफलताओं को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास होना चाहिए और उन्हें असफलता से सीखने के लिए पर्याप्त ईमानदार होना चाहिए हम बाद में देखते हैं कि किस प्रकार के तंत्र इस तरह की चीज़ का समर्थन कर सकते हैं इसलिए कभी कभी किसी समस्या को बनाना उपयोगी हो सकता है जो थोड़ा उच्च स्तर पर है ये सभी निर्णय प्रशिक्षक को करने होते हैं फिर अंतिम सिद्धांत अनुभव पर प्रतिबिंबि करना है निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच का एक प्रमुख तत्व यह सभी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है यह कमोबेश मेरिल एकीकरण सिद्धांत की तरह है लेकिन धारणाएं भिन्न हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब का क्या अर्थ है छात्रों के प्रतिबिंब का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है मूल्यांकन में कठिनाई होती है और प्रशिक्षकों को इसे पहले से ही संबोधित करना चाहिए शायद छात्रों के साथ बैठकर उन्हें प्रतिबिंब के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक विकसित करने होंगे शिक्षक को शिक्षार्थियों की धारणाओं को गहराई से चुनौती देकर बार बार प्रश्न करके एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि शिक्षार्थी वास्तव में उस अनुभव को गहराई से प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर हो जाएं समूह स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन की अनुमति देते हुए और असफलताओं से सीखने के लिए शिक्षार्थियों के समुदाय को सुदृढ़ बनाना जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एक छात्र के लिए असफलताओं को स्वीकार करना और असफलताओं से सीखना कुछ मुश्किल हो सकता है अगर वह एक अलग संदर्भ में है लेकिन उपयुक्त शिक्षण समुदाय बनाकर हम असफलताओं से भी सीखने के लिए एक मजबूत मामला बना सकते हैं छात्र समुदाय एक दूसरे का समर्थन कर सकता है और संकाय को भी पूरी प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए और फिर यह संभव है कि समूह समग्र रूप से विफलताओं से भी सीख सके असफलताओं के मामले में भी अनुभव पर चिंतन वास्तव में सीखने की ओर ले जा सकता है यही कारण है कि सामाजिक रचनात्मक सीखने का माहौल स्थापित किया गया यह सभी शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिबिंब को सक्षम करेगा सभी भाग ले सकेंगे प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया में सभी छात्र शामिल हो सकते हैं जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जैसे वास्तव में क्या हुआ था यह क्यों होता है मैंने इससे क्या सीखा वे इस ज्ञान को भविष्य के अनुभवों पर कैसे लागू करते हैं ध्यान दें कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि टीम के प्रत्येक छात्र को इन प्रश्नों का उत्तर व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए सामूहिक रूप से वे सीखते हैं लेकिन प्रतिबिंब व्यक्तिगत स्तर पर भी होना चाहिए स्थितिजन्य मुद्दे और कार्यान्वयन युक्तियाँ हैं शिक्षार्थियों को नए अनुभव में संलग्न होने और उनकी व्याख्या करने के लिए आवश्यक आधार पूर्वापेक्षा ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षक को शुरू में उपदेशात्मक निर्देश देना पड़ सकता है कभी कभी शिक्षार्थियों के पास पूर्वापेक्षित पृष्ठभूमि ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों को शुरू में कुछ सत्र या तो सीधे निर्देश के माध्यम से या किसी अन्य तंत्र के माध्यम से खर्च करने पड़ सकते हैं एक नैतिक वातावरण स्थापित करें यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब नियोजित अनुभव के लिए छात्रों को बाहरी दुनिया के साथ काम करने की आवश्यकता होती है आपको छात्रों में नैतिक व्यवहार की भावना पैदा करनी चाहिए और उन्हें बाहरी दुनिया के साथ उचित बातचीत में प्रशिक्षित करना चाहिए उदाहरण दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम करने वाली टीमें जबकि ब्रेल ट्यूटर विकसित करने की समस्या से जुड़ी हैं दृष्टिबाधित बच्चों के साथ बातचीत कैसे करें इस पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि बातचीत रचनात्मक बनी रहे यह हर छात्र के लिए हमेशा संभव नहीं हो सकता है इसलिए प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने की अनुमति देने से पहले छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उचित नैतिक वातावरण स्थापित हो पूर्व अनुभव को सक्रिय करना जैसा कि पिछली इकाइयों में भी निर्देशात्मक घटकों पर चर्चा की गई है पूर्व अनुभव को सक्रिय करने के लिए कई अलग अलग विकल्प मौजूद हैं चर्चा कहानियां इत्यादि प्रशिक्षक को सीखने वाले समूहों की विशेषताओं के आधार पर इन घटकों को चुनना और उनका मिलान करना होता है नए अनुभवों को सक्रिय करना सिमुलेशन का उपयोग करें जहां वास्तविक अनुभव प्रदान करना या तो बहुत महंगा है या बहुत जोखिम भरा है जोखिम भरे माहौल का मामला हम पहले ही देख चुके हैं भले ही यह महंगा हो हमें केवल सिमुलेशन आधारित अनुभव प्रदान करना पड़ सकता है और सिमुलेशन पर आधारित अनुभव भी काफी अच्छी तरह से काम करता है अध्ययनों से पता चला है अगर अनुभवात्मक सीखने के अन्य सिद्धांतों का पालन किया जाता है इंटर्नशिप जो अब कई संस्थानों में अनिवार्य हो गई है अगर सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाए तो एक्सपीरियंशियल अप्रोच को लागू करने के लिए महान अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि इंटर्नशिप वास्तव में अनुभव से गुजरने वाले शिक्षार्थी हैं जो पेशेवर अनुभव के समान है जो उन्हें बाद में मिलने की संभावना है यदि आप पूरी प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंशियल अप्रोच को लागू करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है इस अर्थ में कि किसी भी अनुभव के संदर्भ को स्थापित करना मूल्यांकन मानदंड को संप्रेषित करना छात्रों को उस अनुभव पर प्रतिबिंबित करना यदि आप इन सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं तो छात्रों द्वारा सीखने के मामले में इंटर्नशिप काफी उपयोगी हो सकती है हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि पत्रिकाएं चिंतन के लिए उत्कृष्ट माध्यम हैं शिक्षार्थी किन अनुभवों से गुजरता है जब भी ऐसा होता है वे यह दर्ज करते हैं कि पत्रिका में और अंत में पत्रिका प्रविष्टियों का सारांश प्रतिबिंब के लिए एक बहुत अच्छा आधार प्रदान कर सकता है लेकिन प्रशिक्षकों को विकासशील पत्रिकाओं में शिक्षार्थियों को कुछ प्रशिक्षण प्रदान करना पड़ सकता है पत्रिकाओं का आकलन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए अन्यथा छात्र एक वास्तविक पत्रिका का रखरखाव नहीं कर सकते हैं वे एक पत्रिका को संश्लेषित कर सकते हैं जो बेहतर ग्रेडिंग की ओर ले जाती है यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन मानदंड छात्रों द्वारा अपनी पत्रिकाओं को विकसित करने के तरीके के पक्षपाती नहीं होने चाहिए पत्रिकाओं को छात्र के प्रामाणिक अनुभवों को दर्ज करना चाहिए तभी अनुभव से सीखना संभव है कठोर निर्देश कार्यक्रम के कारण औपचारिक कार्यक्रमों में नए अनुभव के निष्कर्षों को लागू करना बहुत मुश्किल हो सकता है सीमित समय में केवल चर्चाओं का उपयोग करना पड़ सकता है छात्र समूहों के साथ चर्चा उनसे पूछना इस तरह की नई स्थिति में आप इस अनुभव का उपयोग कैसे करेंगे स्थिति का वर्णन करें और छात्रों से पूछें कि वे अपने ज्ञान को कैसे लागू करेंगे औपचारिक कार्यक्रम में शायद सीमित चर्चा ही संभव है हम कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में एक्सपीरियंशियल अप्रोच को कहां लागू करते हैं औपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच को शामिल करना काफी कठिन हो सकता है क्योंकि आमतौर पर हमारे कार्यक्रम बहुत कड़े निर्धारित होते हैं सामग्री की काफी मात्रा है जिसे सीधे निर्देश में संभालने की आवश्यकता होती है और आम तौर पर कार्यक्रम काफी तंग होते हैं एक्सपीरियंशियल अप्रोच को बहुत बड़े पैमाने पर शामिल करना बहुत कठिन हो सकता है वास्तव में प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच प्रॉब्लम बेसड अप्रोच के साथ भी यही सच है उन्हें केवल चयनित सेमेस्टर में चयनित पाठ्यक्रमों में लागू किया जा सकता है बहुत बड़े पैमाने पर नहीं रिपोर्ट किए गए मामलों में आमतौर पर यह भी बताया गया है कि इसका उपयोग केवल विशिष्ट पाठ्यक्रमों में किया जाता है इसलिए प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच प्रॉब्लम बेसड अप्रोच की तरह नियमित पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला घटक को लागू करने के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच का भी उपयोग किया जा सकता है प्रयोगशाला पूर्वनिर्धारित अभ्यासों की एक श्रृंखला होने के बजाय यह एक ऐसा अनुभव हो सकता है जिसके माध्यम से छात्र गुजरते हैं और फिर वे अनुभव पर प्रतिबिंबित करते हैं और एक पत्रिका बनाते हैं जो एक नियमित पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला घटक के रूप में काम कर सकता है इस तरह लागू करना संभव है कोई भी नियमित पाठ्यक्रम जिसमें प्रयोगशाला घटक होता है उसे एक एक्सपीरियंशियल अप्रोच में बदला जा सकता है 0 थ्योरी 0 ट्यूटोरियल 1 प्रयोगशाला की क्रेडिट संरचना के साथ एक स्टैंड अलोन कोर्स की पेशकश करना भी संभव है या 0 थ्योरी 0 ट्यूटोरियल प्रयोगशाला के 2 क्रेडिट और जो एक्सपीरियंशियल अप्रोच पर आधारित हो सकते हैं जाहिर है यह बहुत बार पेश नहीं किया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से 2 3 4 सेमेस्टर में यह पेशकश की जा सकती है उपरोक्त सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह कार्यान्वयन प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच प्रॉब्लम बेसड अप्रोच से अलग रहे वास्तव में जैसा कि मैंने उल्लेख किया है निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच के रूप में रिपोर्ट किए गए कुछ केस स्टडी लगभग प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच की तरह लग रहे थे ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है लेकिन जब हम एक्सपीरियंशियल अप्रोच को लागू करना चाहते हैं तो हमें एक्सपीरियंशियल अप्रोच के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए किसी विशेष औपचारिक कार्यक्रम में इसे लागू करने में सावधानी बरतनी होगी अब वह जैसा कि मैंने कहा इंटर्नशिप अनिवार्य है संस्थान एक्सपीरियंशियल अप्रोच को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं कुछ संस्थान रखरखाव जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच को लागू करने के लिए एवीआर ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं प्रबंधन कार्यक्रमों में क्षेत्र प्रशिक्षण के आधार पर विपणन सेवा क्षेत्र आदि के पाठ्यक्रमों में एक्सपीरियंशियल अप्रोच पेश करना संभव है और कुछ संस्थानों ने इसे आजमाया है मूल रूप से सेवा सीखना अनुभव आधारित हो सकता है पिछली दो इकाइयों और इस इकाई में हमने जिन तीन दृष्टिकोणों पर चर्चा की है वे सभी किसी न किसी अर्थ में संबंधित हैं इस अर्थ में कि वे सभी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच प्रॉब्लम बेसड अप्रोच और एक्सपीरियंशियल अप्रोच ये सभी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं फिर भी वे अलग दृष्टिकोण हैं फोकस प्रक्रिया अपेक्षित अंतिम परिणाम कुछ अलग हैं औपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लागू करने में कठिनाई इन तीनों दृष्टिकोणों के लिए एक सामान्य विशेषता है सभी का उपयोग इंजीनियरिंग शिक्षा में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा रहा है औपचारिक कार्यक्रमों में इन कार्यक्रमों इन दृष्टिकोणों को किस हद तक लागू किया जा सकता है जिसमें इन दृष्टिकोणों को मिश्रित करने की कोशिश की जानी चाहिए ये सभी स्थितिजन्य मुद्दे हैं संस्थानों को यह तय करना होगा कि वे किस दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहते हैं और किस हद तक इन दृष्टिकोणों को अपने औपचारिक कार्यक्रम में एकीकृत करने की आवश्यकता है चूंकि ऐसी कोई रेसिपी नहीं है जो सफलता की गारंटी देती हो संस्थानों को प्रयोग करना चाहिए और तय करना चाहिए कि उनके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है समय के साथ उन्हें यह विकसित करना होगा कि उस विशिष्ट संदर्भ के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त हैं वर्णन करें कि आप अपने संस्थान में एक्सपीरियंशियल अप्रोच का उपयोग कैसे करते हैं या करने की योजना बनाते हैं कृपया इस तरह के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता के बारे में अपनी धारणा पर टिप्पणी करें यदि संभव हो तो कृपया 300 से कम शब्दों का प्रयोग करें लेकिन यदि आपको वास्तव में लगता है कि आपको और शब्दों की आवश्यकता है तो ठीक है कृपया अपना अनुभव साझा करें अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम सिमुलेशन अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को समझते हैं वह कौन सा संदर्भ है जिसमें अनुकरण का उपयोग किया जा सकता है इसकी शक्ति सीमाएँ क्या हैं इसके क्या लाभ हैं यही हम अगली इकाई में चर्चा करेंगे तब तक हम इंतजार करेंगे धन्यवाद